PV सेल का सिमुलेशन सतत अनुकरण इस सत्र में हम देखेंगे कि PV सेल का हम सिमुलेशन कैसे करते हैं इससे पहले कि हम Ngspice में PV सेल के सिमुलेशन के बुनियादी तथ्यों को देखें आओ हम देखें कि हम वास्तव में क्या करना चाहते हैं हम जानते हैं कि PV सेल का मॉडल इस प्रकार का होता है इस मॉडल का हमें सिमुलेशन करना है और यह क्या होता है यह हम देखना चाहते हैं हम टर्मिनल्स पर I V विशेषताओं को देखना चाहते हैं यह हम देखना चाहते है की टर्मिनल्स पर वोल्टेज टर्मिनल से बहने वाला करंट और बाहरी लोड तथा I V विशेषताएं कैसी है हम जानते हैं कि यह कुछ ऐसा है की यदि हमारे पास y अक्ष पर Iकरंट हो और x अक्ष पर वोल्टेज हो तो I V विशेषताएं कुछ इस प्रकार से दिखती है तो हम स्पाइस में यह मॉडल सिम्युलेट करके ये I V विशेषताएं कैसे प्राप्त कर सकते हैं मान लीजिए कि हमारे पास एक बाहरी लोड R0 इस प्रकार से है अब यदि हम इस बाहरी लोड R0 को इस प्रकार दिखाएं तो लोड R0 से इस प्रकार करंट प्रवाहित होगा और R0 पर एक वोल्टेज उत्पन्न होगा वहां एक DC वोल्टेज होगा और एक DC करंट होगा यह I V कर्व पर मात्र एक ऑपरेटिंग बिंदु प्रदान करेगा हमें कई ऑपरेटिंग बिंदुओं की आवश्यकता है इसलिए हम लोड प्रतिरोध R0 को परिवर्तनशील या चर वेरिएबल बनाते हैं इस स्थिति में R0 को शून्य करने पर आपको V0 शून्य प्राप्त होता है वहां एक शॉर्ट सर्किट करंट R0 से प्रवाहित होगा और जब आप R0 को बड़े महान पर बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे तो उस बिंदु पर IR0 मान का वोल्टेज उस समय प्राप्त होगा जो x अक्ष पर स्वीप करेगा तो मूल रूप से हमारे पास एक x अक्ष पर स्वीप वोल्टेज का मान होगा और जब आप करंट का मान ज्ञात करेंगे तो आपको अलग अलग मान प्राप्त होंगे जो I V कर्व को निरूपित करेंगे वैकल्पिक रूप में आप यह भी कर सकते हैं की इन टर्मिनल्स पर इस प्रतिरोध को इस प्रकार एक वोल्टेज सोर्स से बदल दीजिए जो कि आपको I V विशेषताएं प्रदान करेगा हालांकि वोल्टेज स्रोत का समय विकास इस प्रकार होना चाहिए जैसे कि हमारे पास यह saw tooth जैसा है यह I V विशेषता को x अक्ष पर स्वीप प्रदान करेगा यह वोल्टेज V और करंट इसके अनुसार बदलेगा और हमें I V विशेषता पर पॉइंट प्रदान करेगा यह भी ध्यान में लाया जाना चाहिए कि वोल्टेज तरंग की आकृति इस वोल्टेज सोर्स के लिए sawtooth हो यह आवश्यक नहीं है यह Triangular भी हो सकती है यह sinusoidal भी हो सकती हैजब तक कि यह समय के साथ बदलने वाला एक फंक्शन हो जो कि x अक्ष पर स्वीप प्रदान करे तो सामान्यतः हम यहां एक sinusoidal वोल्टेज सोर्स का उपयोग करेंगे क्योंकि यह बनाना बहुत आसान है इसे लागू करना बहुत आसान है और सिमुलेशन में हम यहां एक sinusoidal वोल्टेज सोर्स रखते हैं और इस मॉडल का प्रदर्शन देखते हैं और I V विशेषता कर्व प्राप्त करते हैं जब हम I V विशेषता कर्व प्राप्त कर चुके होंगे हम RS को परिवर्तित करने का प्रयत्न करेंगे और देखेंगे कि इसका विशेषता पर क्या प्रभाव पड़ता है हम R शंट को परिवर्तित करने का प्रयत्न करेंगे और देखेंगे कि इसका विशेषता पर क्या प्रभाव पड़ता हैऔर हम तापमान परिचालन तापमान को भी परिवर्तित करेंगे जैसे 10 डिग्री 25 डिग्री 50 डिग्री और देखेंगे की तापमान का विशेषताओं पर क्या प्रभाव है तो यह हम देखते हैं कि हम ओपन सोर्स Ngspice सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सिमुलेशन में यह सब कैसे करते हैं चलिए अब हम ng spice में PV सेल्स के मॉडल को सिम्युलेट करने के लिए स्टेप्स पर चलते हैं इसके लिए सबसे पहले हम एक नया फोल्डर बनाते हैं और मैं इसको PV sim कहता हूं यह PV sim फोल्डर हमारे सिमुलेशन प्रोजेक्ट फोल्डर की तरह कार्य करेगाजो कि अभी खाली है और हम PV सेल्स के मॉडल सिमुलेशन से संबंधित सभी फाइल को इसी फोल्डर में रखेंगे चलिए अब हम एप्लीकेशन पर चलते हैं और GEDA schematic एडिटर को लेते हैं उस पर क्लिक करते हैं तो आपको gichem schematic एडिटर मिलता है यह वह है जहां हम सर्किट schematic को बनाएंगे इसको मैक्सिमाइज व स्टार्ट करिए और यह आपके पास खाली schematic पेज है इससे पहले कि आप schematic को बनाना प्रारंभ करें इस फाइल को किसी अर्थपूर्ण नाम से सुरक्षित करते हैं तो सेवऑप्शन पर जाइए और फिर PV sim फोल्डर पर जो कि हमने अभी बनाया था इसको हम pvsch कहते हैं और अब हमारे पास एक खाली pvsch फाइल है अब इस पेज पर हम कंपोनेंट्स को ड्रॉप करते हैं और उनको जोड़ते हैं PV सेल का मॉडल बनाने के लिए एड कंपोनेंट बॉक्स पर जाते हैं और यहां से सेलेक्ट करते हैं यहां कई लाइब्रेरी हैं जिनमें कई कंपोनेंट है इनमें से अब हम इस विशेष प्रोजेक्ट से संबंधित कंपोनेंट्स का चयन करते हैंऔर spice सिमुलेशन अवयवों का चयन करते हैं और इसमें मैं spice इंक्लूड डायरेक्टिव को सेलेक्ट कर रहा हूं आप इसको यहां क्लिक करें मैं इसके बारे में थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा अब हम पावर रेल लाइब्रेरी का चयन करेंगे और हमें दो महत्वपूर्ण सिंबल की आवश्यकता है एक ग्राउंड सिंबल है जिसके बिना सिमुलेशन आगे नहीं बढ़ सकता और फिर जेनेरिक पावर सिंबल है यह एक लेबल है इसके आगे हमें लेबल करना होगा इसलिए इसको यहां रखते हैं इसको मैं बाद में और समझा दूँगा इसके बाद हम मूल डिवाइस लाइब्रेरी का चयन करते हैं और इसको ओपन करते हैं और इसके बाद हमें यहां से कुछ कंपोनेंट की आवश्यकता है हमें जिन कंपोनेंट की आवश्यकता है उनमें से एक करंट सिंबल फोटो करंट के लिए उसके बाद हमें रजिस्टर का चयन करने की आवश्यकता है PV मॉडल के सर्किट मॉडल में रजिस्टर्स होते हैं यहां रजिस्टर्स के लिए दो सिंबल है मैं इनमें से यह बॉक्स प्रकार का सिंबल पसंद करूंगा तो मुझे दो रजिस्टर यहां रखने दीजिए एक सीरीज के लिए और दूसरा शंट के लिए उसके बाद हमें वोल्टेज सोर्स लेने की आवश्यकता है तो मुझे यह वोल्टेज सोर्स लेकर यहां रखने दीजिए यह I V विशेषताओं को देखने के लिए आउटपुट टर्मिनल पर जोड़ने के लिए है इसके बाद हमें एक डायोड लेने की आवश्यकता है क्योंकि डायोड PV सेल मॉडल में दूसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है हम डायोड लेते हैं और यहां लगभग सभी कंपोनेंट हमने रख दिए हैं अब हम इसे बंद करते हैं अब हमें इसे एक सर्किट में कंबाइन संयोजित करने की आवश्यकता है करंट सोर्स लेकर इसे इस तरह घुमाएं वोल्टेज सोर्स को उसके अनुसार घुमाएं डायोड को लेकर उसे घुमाएं R शंट लीजिए हम इसे R शंट बनाते हैं उसके अनुसार इसे घुमाएं और फिर सीरीज कंपोनेंट को रखते हैं इसके बाद हमें इनको वायर से जोड़ने की आवश्यकता है वायर से जोड़ने से पहले आप कंपोनेंट पार्ट्स को नाम भी दे सकते हैं तो हम इसे Ip कहते हैं यह आपके पास जो फोटो करंट है उसे प्रदर्शित कर रहा है D1 मॉडल का डायोड भाग है इसके बाद R शंट इसे मैं Rsh कह सकता हूं श्रेणी क्रम नॉन आइडियलिटी Rs और वोल्टेज सोर्स आउटपुट से जुड़े हुए हैं जिन्हें हम V0 कह सकते हैं और आउटपुट नोड लेबल हम इसे कह सकते हैं nV0 इस प्रकार V0 का नोड nV0 अब हम कंपोनेंट्स को तारों से जोड़ने के बारे में बात करते हैं जैसा कि यहां दिखाया गया है तारों के उचित रूप से जुड़े होने के बाद सर्किट इस प्रकार से दिखता है यहां इंक्लूड डायरेक्टिव के लिए आप इससे एक नाम डेजिग्नेटर A1 भी दे सकते हैं और फिर फाइल के लिए आप इसे अभी pvsub दे सकते हैं और इस pvsub में हम सर्किट से संबंधित सभी मॉडल्स को रख देंगे मैं इसका वर्णन थोड़ी देर बात करूंगा अभी के लिए इसे pvsub के रूप में दे अब मैंने विभिन्न कंपोनेंट्स को मान दिए हैं मुझे अब इस प्रकार से बंद करने दीजिए तो फोटो करंट भाग के लिए मैंने 1 एंपियर का मान दिया है यह आपको वैल्यू अटरीब्यूट में लिखना है और रजिस्टेंस के लिए भी वैल्यू अटरीब्यूट में मैं एक मेगा ओम रखता हूं और श्रेणी क्रम प्रतिरोध 01 ओम और V0 सोर्स के लिए मैंने एक साइन सोर्स दिया है हमें आउटपुट टर्मिनल पर एक जैसे बदलने वाले सोर्स की आवश्यकता है ताकि I V विशेषताओं के लिए हमें x अक्ष पर स्वीप मिले मैंने साइन सोर्स को शून्य से 085 पिक 50 हर्ट्ज़ और सभी पैरामीटर्स को 0 लिया है तो अब आप प्रयोग कर सकते हैं और मैं इस नोड को पुनः nV0 कहता हूं जैसा कि मैंने पहले कहा था अब डायोड के लिए मैंने Def मान दिया है जिसका अर्थ है कि यह मॉडल का मान है और वह मॉडल इस pvsub में शामिल होगा इस प्रकार यह पूरे सेमेटिक को पूरा करता है अब हम देखते हैं कि pv sim फोल्डर में pvsch सेमेटिक फाइल बन चुकी है आप हमेशा इस पर दो बार क्लिक करके सर्किट देख सकते हैं और जिस भी समय आप चाहे इसमें बदलाव कर सकते हैं अब आपको यह ध्यान देना चाहिए कि सिमुलेशन के लिए Ngspice सीधे डॉट SCH फाइल का उपयोग नहीं करता है इसे नेटलिस्ट में रूपांतरण के एक और चरण से गुजरना पड़ता है और Ngspice सिमुलेशन के लिए केवल नेटलिस्ट को पहचान और उपयोग कर सकता है तो अब हम netlist बनाने के लिए क्या करेंगे यहां netlist बनाने से पहले दो फाइलें हैं जिनका इस फ़ोल्डर में होना आवश्यक हैं एक pvsub रिम है याद कीजिए कि हमने यहां स्पाइस इंक्लूड डायरेक्टिव में pvsub का उल्लेख किया था हमें उस फ़ाइल को प्रदान करने की आवश्यकता है भले ही वह एक खाली फ़ाइल हो और दूसरा वह pvcir है सर्किट फ़ाइल जिसमें ng spice द्वारा किया गया सभी विश्लेषण एनालिसिस उपलब्ध होता है तो इन दो फ़ाइलों को बनाने के लिए हम एक टेक्स्ट एडिटर पर चलते है और सिर्फ एक खाली फाइल को लेकर हम pvsub के रूप में pvsim में सेव करेंगे अब यह सेव होगी और आपको एक खाली टेक्स्ट फ़ाइल pvsub मिलेगी अब हम pvcir एक और फ़ाइल और नाम बनाएंगे जिसमें सभी विश्लेषण शामिल होंगे जो ng spice करने वाले हैं अब आपके पास तीन फाइलें pvcir pvsch और pvsub हैं अब sch और sub फाइल का उपयोग करके हम कंपाइल कर सकते हैं और एक dot net PV dot net बना सकते हैं अब देखते हैं कि हम इस नेट लिस्ट फाइल को कैसे जनरेट बनाना करते हैं इसके लिए हम टर्मिनल पर जाते हैं एक टर्मिनल विंडो ओपन करते हैं सिमुलेशन सबफ़ोल्डर में जाते हैं और जाँचते हैं कि हम सही फ़ोल्डर सही फाइल पर हैं अब हम यहाँ नेटलिस्ट बनाने के लिए कमांड में टाइप करते हैं g नेटलिस्ट G स्पाइस SDB आउटपुट pvनेट इनपुट pvsch gnetlist g spice sdb o pvnet input pvsch तो इस प्रकार यह नेटलिस्ट उत्पन्न करने के लिए कमांड है और इसने यहां नेटलिस्ट जनरेट की होगी तो देखिये कि यहाँ इस फोल्डर में नई फाइल को बनाया गया है वह चौथी फाइल हैजो कि pvnet है तो यदि आप pvnet नेटलिस्ट फाइल के माध्यम से पढ़ते हैं तो इसे ओपन करिए प्रारंभिक स्टेटमेंट कथन gnetlist प्रोग्राम द्वारा स्वतः ही डाले जाते हैं यहां देखिए पहली फाइल इंक्लूड pvsub यह स्पाइस इनपुट डायरेक्टिव से आ रही है और यह अथवा सर्किट की नेट लिस्ट जो कि हम सर्किट pv मॉड्यूल सर्किट डायग्राम में रखेंगे मैं आपका ध्यान इस बिंदु D1 पर केंद्रित करना चाहता हूं Def हमने जो मान दिया था यह अभी मॉडल का एक नाम है इसकी अभी कोई परिभाषा नहीं है क्योंकि pvsub खाली है इसलिए हम चाहते हैं pvsub के अंदर Def मॉडल को परिभाषित करना उसके बाद नेट लिस्ट पूरी हो जाएगी तो हम यह करते हैं और फिर से कंपाइल करके नेटलिस्ट जनरेट करते हैं मैं इसे बंद करूंगा और pvsub को खोलूंगा तो वह खुल गया है पहली लाइन सामान्यतया एक टिप्पणी लाइन होती है ताकि आप कुछ टिप्पणी लिख सकें तो मुझे यहां कुछ कंपोनेंट मॉडल की लाइब्रेरी कुछ अर्थपूर्ण लिखने दीजिए ताकि यह अच्छा होगा कि इससे आपके पास कुछ निर्धारण करने योग्य हो स्टार टिप्पणी प्रदर्शित करेगा तो हम कहते हैं डायोड की क्लास और फिर स्टार यह सभी टिप्पणी लाइने है अब मॉडल प्रारंभ करते हैं मॉडल का नाम डॉट मॉडल है जो कि हमने डायोड मॉडल के लिए Def दिया है और यह इन कोष्ठकों के भीतर है और फिर इसे बंद करना यह दर्शाता है कि अब अन्य सभी टिप्पणी लाइन हैं स्टार के साथ शुरू होने वाली सभी लाइन टिप्पणी लाइनें हैं डॉट मॉडल Def D कोष्ठकों के भीतर डिफॉल्ट डायोड मॉडल है जो कि हमने रखा है यदि हम कोई विशेष डायोड लेना चाहते हैं तो हमें इन कोष्ठकों के भीतर पैरामीटर्स भरने होंगे जो कि आप spice के डाटा शीट मैन्युअल में देख सकते हैं और उचित रूप से मॉडल को एडिटबदल कर सकते हैं अभी के लिए हम यह डिफॉल्ट मॉडल लेंगे और इसे सेव करेंगे यह सेव हो गया है अब हम इसे बंद करते हैं और नेटलिस्ट जनरेट करते हैं तो जब हम नेट लिस्ट पुनः जनरेट करते हैं तो नई नेट लिस्ट pvnet में बन जाती है यह अपडेटअद्यतन हो गई होगी इसे देखते हैं पिछले के संदर्भ में यह अपडेट हो गई है वहां मॉडल Def है जो कि इंक्लूड हो गया है और यह pvsub में है तो डायोड Def अब यहां परिभाषित हो गया है और नेट लिस्ट के सभी भाग भी ठीक हैं और ठीक है और यह आशा की जाती है कि सिमुलेशन में यह अच्छे से कार्य करेगा तो अब हमारे पास एक पूर्ण विकसित उचित नेट लिस्ट है हमें डॉट cir फ़ाइल में विश्लेषण करने की आवश्यकता है तो आइए देखते हैं कि हम इस डॉट cir फ़ाइल में क्या लिखेंगे अब pvcir को ओपन करें यह एक खाली फ़ाइल है पहली लाइन फिर से एक टिप्पणी लाइन है मैं सिर्फ पीवी सेल के सिमुलेशन में टाइप करूंगा मैं एक और लाइन छोड़ दूंगा और फिर विश्लेषण में लगाऊंगा मैं 001 मिलीसेकंड 5 मिलीसेकंड के प्रिंट स्टेप के साथ एक dot Tran transient analysis डॉट ट्रान क्षणिक विश्लेषण डालूंगा और समय केअंत में यूसिक प्रारंभिक स्थितियों का उपयोग करूंगा मैं pvnet भी शामिल करूँगा तो यह pvnet हमने इसमें शामिल कर ली है ठीक है यह 5 मिलीसेकंड सीमेटिक से आ रहा है जहां अगर हम सीमेटिक में जाते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पास एक आउटपुट है जो कि एक 0 से 085 पीक का साइनसोयूडल सोर्स है यह 50 हर्ट्ज है जिसका अर्थ है कि 20 मिलीसेकंड की अवधि तो इस अवधि के एक चौथाई में 90 डिग्री समय में यह 0 से 085 तक पहुंच जाएगा तो यह एक्स अक्ष केपूर्ण स्वीप वैल्यू तक पहुंच गया होगा यही कारण है कि मैंने यहां 5 मिलीसेकंड दिए हैं जो पर्याप्त होना चाहिए इसे सेव करें और यह वह है हमारे पास सभी फाइलें जो यहां हैं व ये दो फाइलें जिन्हें ng spice उपयोग करेगा हम इसका उपयोग करेंगे यह बदले में pvnet कहलाएगा जो बदले में pvsub कहेगा अब हम सर्किट फाइल को सिम्युलेट करते हैं आप टर्मिनल विंडो में जाएं और इसके अंदर ng spice pvcir टाइप करें यही वह है खत्म अब आप ng spice वातावरण में हैं जहां आप रन टाइप करते हैं रन सिमुलेशन को एग्जीक्यूटनिष्पादन करेगाआप देखते हैं कि अब वहां 512 डेटा पंक्तियाँ हैं और ये वेक्टर आपके लिए उपलब्ध हैं नोड एक नोड nvo और V0 ब्रांच करंट तो अब आप याद करें कि हम लेबल क्यों देते हैं ताकि आप यह पहचान सकें कि वेक्टर नाम के लिए कौन से नोड विशेष नोड यहाँ दिखाई देंगे और हम सर्किट के लिए उस विशेष नोड को आसानी से पहचान सकते हैं और फिर इसका उपयोग प्लॉट करने के लिए कर सकते हैं अब यदि आप ब्रांच करंट I V0 वर्सेस nv0 प्लॉट करते हैं तो यह आपको PV सेल के I V प्लॉट का प्लॉट देगा तो यह टर्मिनल पर वोल्टेज V0 है और यह टर्मिनल के माध्यम से जाने वाला करंट है यह एक शॉर्ट सर्किट पॉइंट है और यह ओपन सर्किट पॉइंट है तो आप इसे एक्सपेंड विस्तारित कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि यह शॉर्ट सर्किट पॉइंट एक amp है हमने इसे एक amp के रूप में दिया था और फिर इस बिंदु पर आई शून्य के बराबर होगा यह ओपन सर्किट वोल्टेज पॉइंट होगा और यहां कहीं यह पीक पावर पॉइंट होगा ठीक है तो यह है कि अब आप अपने प्लॉट को कैसे प्राप्त करेंगे यदि आप व्हाइट बैकग्राउंडपृष्ठभूमि पर एक प्लॉट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह करना होगा कि बैकग्राउंड को प्रदर्शित करने वाले जीरो कलर को व्हाइट के रूप में सेट करें और फोरग्राउंड अग्रभूमि का कलर भी ब्लैक के रूप में सेट करें और तब I V0 करंट वर्सेस nv0 प्लॉट फिर से प्लॉट करें इसे मैक्सिमाइज अधिकतम करें और फिर आप देखें कि यह है तो इस प्रकार आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी बैकग्राउंडपृष्ठभूमि और फोरग्राउंड अग्रभूमि चाहते हैं वह चुन सकते हैं अब स्कीमैटिक फ़ाइल को खोलना और सर्किट में ज़ूम बड़ा करना और हम ऐसा कहें कि हम IV विशेषता कर्व के इस सेट को RS के साथ एक पैरामीटर के रूप में देखना चाहते हैं जबकि RS परिवर्तित होता है तो आइए देखें कि हम RS के विभिन्न वैल्यू के लिए I V विशेषता को कैसे सिम्युलेट करते हैं तो अब ng spice pvcir पर जाने के लिए टर्मिनल विंडो खोलें तो अब आप ng spice वातावरण में हैं आप लिस्टिंग का उपयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि नेटलिस्ट क्या है जैसा कि हम देख रहे हैं वह लोड किया गया है अब हम जो करना चाहते हैं वह यह है की हम RS श्रेणी क्रम प्रतिरोध के पैरामीटर को बदलना चाहते हैं इसलिए हम उदाहरण के लिए अभी 01 03 06 ओम कहेंगे तो हम इसे कैसे करेंगे वह यह है हम RS के 01 मान के लिए यह सिमुलेशन रन करेंगे इसलिए आप बस रन टाइप करते हैं इसलिए सिमुलेशन के एक सेट को एग्जीक्यूट कर दिया गया है ये नोड वोल्टेज ब्रांच करंट है जिसे आप देखते हैं अगर हम वेक्टर नामों को देखना चाहते हैं तो इसे डिस्प्ले में रखिए इसलिए जब आप डिस्प्ले में टाइप करते हैं तो आप देखते हैं कि ये वैक्टर आपके लिए उपलब्ध हैं नोड एक का वोल्टेज लेबल नोड का वोल्टेज शाखा V0 के माध्यम से समय और करंट इन सभी वैक्टरों को एक tran1 ग्रुप में विभाजित किया जाता है जब आप सेट प्लॉट में टाइप करते हैं तो आप देखेंगे कि tran1 जो कि वर्तमान प्लॉट समूह है ठीक है tran1 का नाम दिया गया है यह ट्रांजियंट एनालिसिस क्षणिक विश्लेषण का एक सिमुलेशन है तो अब अगर आप RS के मान को 03 ओम में बदल देते हैं तो हम कहते हैं अब RS मान बदल दिया गया है और अब आप सिमुलेशन चलाते हैं अब मुझे यहाँ वैक्टर का एक और सेट मिलता है सेट प्लॉट टाइप कर रहा हूं सिर्फ आपको यह दिखाने के लिए कि अब आपके पास tran दो सिमुलेशन है दूसरे सिमुलेशन के साथ तो मेरे पास Tran एक के वैक्टर अभी भी हैं अब मेरे पास Tran दो के वैक्टर हैं अब हम कहते हैं मैं एक बार फिर से RS को 06 ओम में बदल देता हूं और प्लॉट को रन करता हूं और मैं सेट प्लॉट में टाइप करूंगा आप देखेंगे कि मेरे पास Tran 3 है जिसमें ट्रांसिट पारगमन से संबंधित सभी वैक्टर हैं इसलिए इन प्लॉट ग्रुप में से प्रत्येक में सभी नोड वोल्टेज और करंट के वैक्टर होंगे अब मुझे करंट प्लॉट को Tran 1 में शिफ्ट करने दीजिए वह पहला प्लॉट जहां प्लॉट Rs 01 के बराबर है आप फिर से उसकी जाँच कर सकते हैं सेट प्लॉट टाइप करेंआप देखेंगे कि वर्तमान प्लॉट अब Tran 1 है अब मैं प्लॉट करूंगा इससे पहले कि प्लॉट करूं मैं बैकग्राउंडपृष्ठभूमि के रंग को सफेद सेट कर दूं फोरग्राउंडअग्रभूमि का रंग काला अब प्लॉट करते हैं वह सब जिससे प्लॉट करना है मुझे I V विशेषताओं को प्लॉट करना है मैं हमेशा एक्स एक्सिस ट्रांजियंट एनालिसिसक्षणिक विश्लेषण के अनुरूप लूंगा और y अक्ष वह है जो बदलता रहेगा सभी ट्रांजियंट एनालिसिसक्षणिक विश्लेषण के लिए जहां RS 03 और 06 के बराबर है इसलिए करंट V0 वर्सेस nv0 वोल्टेज को आउटपुट टर्मिनल पर लेबल करें फिर tram 2 करंट को टर्मिनल वर्सेस nv0 उसी स्वीप में फिर Tran 3 करंट वर्सेस एक ही स्वीप में तो जब आप प्लॉट करते हैं तो आपको इस प्रकार प्लॉट के तीन सेट मिलते हैं इससे मैक्सिमाइज करिए और आप देखेंगे अब आप देखें कि यह लाल I V0 है यह tran1 है जब RS 01 ओम के बराबर है अब नीला Tran 2 उस मामले के लिए है जब Rs 03 के बराबर है यह उस मामले के लिए है जब RS 06 के बराबर है और यह उस सिद्धांत से भी सहमत है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी और Rs नोन आइडियलिटी जब बढ़ती है तो यह काफी विकृति पैदा करती है तो इसे क्विट कर दे और आप ng spice वातावरण से बाहर निकल सकते हैं कभी कभी आप एनालिसिसविश्लेषण को बार बार कई बार चलाना चाहते हैं और फिर हर बार ng spice के अंदर टाइप करना आपको बोझिल लग सकता हैं तो आप क्या कर सकते हैं अब मुझे ng spice वातावरण में जाने दें अब मुझे हिस्ट्री इतिहास टाइप करने दीजिए आप उन कमांड्स की हिस्ट्रीइतिहास जानते हैं जो आपने पहले किए हैं अब आप pvcir पर जा सकते हैं इसे खोलें और हम इसे कंट्रोल नियंत्रण स्क्रिप्ट में डाल दें तो कंट्रोल डॉट कंट्रोल और डॉट एंड सी के बीच आप उन सभी स्क्रिप्ट को रख सकते हैं जो आपने यहाँ टाइप की थीं और जो भी आपके लिए प्रासंगिक है अब हम कहते हैं कि हम चाहते थे कि पहले सिमुलेशन को RS को 01 के बराबर रखकर चलाया जाए फिर हम RS को 03 में बदलना चाहेंगे और फिर स्क्रिप्ट को रन करेंगे फिर से RS को 06 ओम में बदलेंगे और फिर स्क्रिप्ट को रन करेंगे अब हमारे पास तीन एनालिसिसविश्लेषण tran1 tran2और tran3 हैं हम प्लॉट को tran1 के लिए सेट करना चाहेंगे उसके बाद फिर हमने बैकग्राउंडपृष्ठभूमि के रंग को सफेद सेट किया और फोरग्राउंडअग्रभूमि के रंग को काले रंग में सेट कियाऔर हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमने क्या प्लॉट किया था तो मैंने यह वहां किया था यहां मैं शायद इसे कॉपी कर सकता हूं और फिर यहां पेस्ट कर सकता हूं तो यह एनालिसिसविश्लेषण है जो हम करना चाहते थे और प्लॉट करना चाहते थे इसलिए मैं इसे सेव करूंगा और फिर इसे बंद कर दूंगा तो अब जब आप ng spice कॉल कहते हैं तो यह इन सभी कंट्रोल स्टेटमेंटनियंत्रण कथनों को एग्जीक्यूटनिष्पादित करेगा और फिर आपको अंतिम परिणाम प्रदान करेगा तो मुझे इससे बाहर निकलने दो ctrl L या क्लीन स्लेट कॉल ng spice pvcir तो यह पूर्ण सेट के माध्यम से जाएगा और एग्जीक्यूटनिष्पादित करेगा औरआपको तीनों परिणाम देगा तो यह आपको मामूली बदलावों के साथ बार बार सिमुलेशन करने में मदद करेगा तो इस प्रकार आप सीधे यहां कंट्रोल स्टेटमेंटनियंत्रण कथनोंमें बदलाव कर सकते हैं जिससे यह इटरेशनपुनरावृत्ति को बचाएगा इसी तरह से आप सर्किट में किसी भी अन्य पैरामीटर के लिए प्रयोग कर सकते हैं जो आप संभवतः R शंट के लिए कर सकते हैं हालांकि अलग अलग शंट भिन्नता के लिए I V विशेषता कर्व की भिन्नताश्रेणीक्रम नॉन आइडियलिटी RS से बड़ी या महत्वपूर्ण नहीं है मैं आपको तापमान के साथ IV विशेषता में वेरिएशनपरिवर्तन दिखाना चाहता हूं यह इस अर्थ में थोड़ा अलग है कि यहां कमांड थोड़ा अलग है तो आइए हम उस पर एक नजर डालते हैं हमने pvcir को खोला अब हम सर्किट के सिमुलेशन को रन करते हैं क्योंकि यहां सामान्य रूप से डिफ़ॉल्ट तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यह सिमुलेशन tran1 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होगा हम यहां तापमान बदलते हैं लेकिन सर्किट के लिए तापमान को बदलने के लिए हम temp equals टेंप इक्वल ऑप्शन स्टेटमेंट का उपयोग कर रहे हैं मान लीजिए कि जीरो डिग्री है यह जीरो डिग्री पर है और इसे फिर रन करें और फिर हम तापमान को 50 डिग्री में बदल देंगे और फिर उसके आसपास सिमुलेशन करते हैं फिर हम प्लॉट को सेट करते हैं यह कुछ तर्क है जिसे आपको उपयोग करने की आवश्यकता है जो आप यह देखते हैं कि जब तापमान कम होगा Voc अधिक होगा और जब तापमान अधिक होगा तब Voc कम दिखाई देगा तो हम शायद शून्य को संदर्भ के रूप में ले सकते हैं जो कि ट्रांजियंट 2 क्षणिक 2 है तो चलिए करंट प्लॉट को ट्रांजियंट 2 पर सेट करते हैं और फिर हम फोरग्राउंडअग्रभूमि और बैकग्राउंड पृष्ठभूमि को काले और सफेद में सेट कर रहे हैं और ट्रांजियंट 2 क्षणिक2 I0 वर्सेस nv0 है क्योंकि हमने इसे संदर्भ के रूप में सेट किया है फिर आप ट्रांजियंट एनालिसिस 1 क्षणिक विश्लेषण 1 I0 वर्सेस nv0 को दो के संबंध में ट्रांजियंट एनालिसिस 3 क्षणिक विश्लेषण 3 को 2 के संबंध में सेट कर सकते हैं तो यह आपको I V विशेषता में तापमान परिवर्तन एग्जीक्यूटनिष्पादित करेगा और प्रदान करेगा तो आइए हम ngspice pvcir को कॉल करते हैं ताकि वह जाकर एग्जीक्यूटनिष्पादित हो जाए सिमुलेशन का विस्तार करें और फिर आप देखें कि आपके पास V0 की भिन्नता है अब यहाँ यदि आप देखें कि लाल रेखा I0 जीरो डिग्री के संबंध में है जो की ट्रांजियंट एनालिसिस 2 क्षणिक विश्लेषण 2 है ट्रांजियंट एनालिसिस 1 क्षणिक विश्लेषण 1 27 डिग्री पर तो यह थोड़ा कम है और ट्रांजियंट एनालिसिस 3 क्षणिक विश्लेषण 3 यह 50 डिग्री पर है इसलिए यह अभी और भी कम हो गया है इस प्रकार जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है आप देख रहे हैं कि V0 में कर्व घटना शुरू हो जाते हैं और यही हमारी समझ के अनुसार हे और सिद्धांत के अनुसार भी हैतो इस प्रकार आप ng spice के उपयोग से कोई भी विश्लेषण कर सकते हैं यह एक नमूना है जो मेरे पास है मैंने कहा है कि वहां विभिन्न चीजों और विभिन्न मापदंडों के विस्तार और जांच के लिए बहुत गुंजाइश है जो मैं आपके लिए छोड़ता हूं